डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 25वें व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है हम लोग स्टोरेज और फाइल की संरचना के बारे में बात कर रहे थे पिछले व्याख्यान में हमने अलग अलग स्टोरेज के विकल्पों की बात की इस कक्षा में हम डेटाबेस फाइल की व्यवस्था के बारे में या रिकॉर्ड को फाइल में स्टोर करने की क्या संरचना होनी चाहिए और पूरा डेटाबेस खुद का प्रबंधन कैसे करें इन मुद्दों पर हम बात करेंगे तो फाइल की व्यवस्था देखते हैं तो यदि आप डेटाबेस को देखें तो डेटाबेस क्या है यह एक रिलेशंस का एक संग्रह है तो यह फाइलों का संग्रह है और प्रत्येक रिलेशन एक फाइल है अब फाइल क्या है फाइल रिकॉर्ड का एक क्रम है तो फिर रिकॉर्ड क्या है यह फील्डस का क्रम है तो इस तरह का अनुक्रम अस्तित्व में रहता है और हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम इस डाटा को कैसे रखें इस व्यवस्था को निर्मित करना है अभी शुरूआती तरीका यह है कि हम ऐसा मान लें कि सारे रिकॉर्ड एक तय आकार के हैं जो कि हमारा जीवन सरल बनाता है और हर फाइल में एक ही तरह के रिकॉर्ड हैं इससे हम कल्पना को और सरल कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की फाइल अलग अलग तरह की रिलेशन को उपयोग में लाती है तो यह बनाने के लिए सबसे सरलतम उदाहरण है तो हम इसके साथ शुरुआत करेंगे तो हमें इन नियत आकार के रिकॉर्डर को भंडारित करना है हम इनको एक के बाद एक भंडारित करते हैं और उनकी नियत आकार के आधार पर हम यह आसानी से जान सकते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड का शुरुआती पता या एड्रेस क्या है और उसको उसी प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं अब यदि एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो मैं कई चीजें कर सकता हूं जिससे मैं कई विकल्पों से देख सकता हूं की मैंने रिकॉर्ड डिलीट किया है तो यदि हम किसी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वास्तविकता में हम रिकॉर्डस को आगे बढ़ा देते हैं तो हम उस खाली जगह का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम अंतिम रिकॉर्ड को उठाकर उस जगह रख सकते हैं या फिर हम कोई भी रिकॉर्ड इधर उधर नहीं रखते हैं बल्कि हम अतिरिक्त प्वाइंटर्स में रख देते हैं यह तीन मुख्य तरीके हैं और हम पहला बता रहे हैं इसमें की तीसरा रिकॉर्ड हटा दिया गया है तो सारे रिकॉर्ड ऊपर की तरफ बढ़ा दिए गए हैं और हमने अंतिम रिकॉर्ड नंबर ग्यारह रिकॉर्ड नंबर तीन की जगह रख दिया है रिकॉर्ड तीन तो हट गया है पर अभी भी पूरी फाइल कंपैक्ट का वह वैसा ही रहा पर अगर अंतिम रिकॉर्ड वहां रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से क्रम खत्म हो जाता है तो इसके परिणाम इंडेक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होंगे जिसे हम आगे आने वाले व्याख्यान में पूरा करेंगे यहां आप क्रम को खत्म नहीं करते हैं क्योंकि रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह महंगा है लेकिन आपको एक पॉइंटर से शुरुआत करनी है और उसको खाली रिकॉर्ड्स की तरह इंगित करना है और जैसे ही आप इसको डिलीट करते हैं तो खाली जगह को आप अगले डिलीटेड रिकॉर्ड की ओर पॉइंट करके आप उपयोग कर सकते हैं जिससे कि जब भी आप यह जाने की एक रिकॉर्ड डिलीट हुआ है तो आपको केवल इतना करना है कि आपको प्वाइंटर को ठीक या समायोजित करना है तो यह बहुत तेज है और काफी दक्ष तरीका है इनको जोड़ने का इससे की कोई जगह नहीं बची और यह तीव्रतम संभव तरीका है जिससे कि आप एक नियत लंबाई के रिकॉर्ड को ठीक कर सकते हैं यदि रिकॉर्ड परिवर्तनीय लंबाई का होता है तब निश्चित रूप से प्रत्येक रिकॉर्ड का आकार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह बहुत सामान्य है उदाहरण के तौर पर हमारे पास वेरकेर होती है तो हम यह नहीं बता सकते हैं कि यह कितनी जगह लेंगे तो एक सामान्य तरीका इन को प्रस्तुत करने का यह है कि हमारे पास एक शुरुआती प्वाइंटर है किसी वास्तविक मान का और उस मान का आकार है कि वह कितनी बाइट लेगा तो जब हम यह कहते हैं 21 5 इसका मतलब यह है की यह फील्ड लोकेशन 21 से शुरू होगा और उसके बाद हमारे पास 5 बाइट या पांच लोकेशन होंगी और अगली वाली 26 10 पर होंगी तो यह 26 पर शुरू होगा दस तक जाएगा तो क्या होता है कि अगर आप डाटा के इस भाग को देखें तो यह भाग सारे प्रायोगिक कामों के लिए एक तय लंबाई का है इसकी लंबाई 1 है जो कि यहां पर आप डबल एक्स परिवर्तनशील लंबाई के डाटा के लिए रख रहे हैं या फिर आपके पास कोई फील्ड है जो कि एक लंबाई वाला डाटा है या फिर आपके पास नल है जोकि एक बाइट का है तो आपके पास सारा परिवर्तनशील डाटा एक तरफ है आप इसके इस भाग को इस इनकोडिंग को उपयोग में लेकर निश्चित लंबाई का बना सकते हैं तो मैंने आपको यहां पर यह समझाया तो परिवर्तनशील लंबाई के रिकॉर्ड में एक मुख्य मुद्दा यह है कि अगर आप इसको इस तरह से रखते हैं जैसे कि प्वाइंटर्स का यूज करके आप यह कह रहे हैं कि यह डाटा 21 पर है तो तब क्या होगा यदि आप इसकी स्थिति बदल दे या इसे दूसरी जगह पर रख दें तो यह सारे रेफरेंसेस आपको बदलने पड़ेंगे तो यह एक प्रकार की स्लॉटेड स्थिति बन जाती है तो स्लॉटेड पेज संरचना थोड़ा बहुत समायोजन करके यह रिकॉर्डस को अंत में लाकर रखती है यहां पर इसका हेडर है जो कि एक ब्लॉक हैडर यहां पर है और ब्लॉक हेडर वास्तविकता में रिकॉर्डस को पॉइंट करता है और तब आपके पास एक इंद्राज होता है जोकि अंत वाली खाली जगह को पॉइंट करता है जहां पर और भी रिकॉर्ड अभी भी भंडारित किए जा सकते हैं जब आप किसी रिकॉर्ड विशेष को इंगित करते हैं तो आप उसे वास्तविकता में यहां इंगित नहीं करते हैं तो आप उसे यहां इंगित ना करके यहां इंगित करते हैं तो यहां पर आप हैडर बनाकर रखते हैं जो कि बदला नहीं है परंतु अगर बदलाव की आवश्यकता है या समायोजन की आवश्यकता है तो यह इसके सापेक्ष किया जाएगा और यह मान बदलेगा परंतु इसकी ओर इंगित कर रहे रेफरेंसेस को हम अपरिवर्तनीय रखेंगें स्लॉटेड पेज संरचना का यह आधारभूत विचार है जिससे आप परिवर्तनशील लंबाई के रिकॉर्ड रख सकते हैं जिनमें सरल तरीके से रीलोकेटेबिलिटी या स्थान परिवर्तन संभव हो अब देखते हैं की फाइल के भीतर रिकॉर्ड्स की क्या व्यवस्था होगी यहां पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की कोशिश की गई है उनमें से सबसे सरलतम हीप है जिसमें की रिकॉर्ड फाइल में कहीं भी रखा जा सकता है जहां पर जगह हो और आप उससे उसे लिंक कर सकते हैं जो कि एक तरीका है निश्चित रूप से और उसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है परंतु आप संभव है कि उसे थोड़ा अच्छा कर सकते हैं एक तरीका यह है कि आप रिकार्डों को क्रमबद्ध तरीके से जमा सकते हैं तो हम रिकॉर्डर को क्रमबद्ध तरीके से जमाते हैं जिसमें की एक निश्चित सर्च की हो तो सर्च की के मान के आधार पर आप उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जमाए इसका अर्थ यह होगा की रिकार्डो में इस तरह से सर्च करना आसान होगा परंतु इसके कुछ परिणाम है या फिर आप रिकॉर्ड के कुछ अटरीब्यूट्स के ऊपर एक हैश फंक्शन निकाल सकते हैं और परिणाम यह बताएंगे किस डिस्क ब्लॉक पर इस रिकॉर्ड को रखा जाएगा तो ये अलग अलग तरह के विकल्प हैं और एक रिकॉर्ड कि एक रिलेशन को अलग फाइल में भंडारित किया जा सकता है और यही सामान्य मानदंड है लेकिन कुछ स्थानों पर मल्टी टेबल क्लस्टरिंग भी हो सकती है हम जल्दी से इन विकल्पों पर दृष्टि डालते हैं तो यह क्रमबद्ध फाइल की व्यवस्था है तो यह चीजें क्रम से रखी जाती है यहां पर और आप देख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप यह लिंक की है उनकी यहां पर डीलीशन बताया है यदि आप डिलीट करते हैं तो आप प्वाइंटर चैन का उपयोग करते हैं हमने पहले चर्चा की थी यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप खाली जगह देखते हैं और यदि आपको खाली जगह मिल जाती है तो आप उसे वहां रख सकते हैं यदि कोई खाली जगह नहीं है तो आपको औवरफ्लो ब्लॉक का उपयोग करना होगा जहां पर आप जाकर अलग से रख सकते हैं जोकि उसी फाइल में रखा जा सकता है उदाहरण के तौर पर हम आपको दो रिलेशन दिखा रहे हैं विभाग के लिए विभाग का नाम बिल्डिंग एवं बजट एट्रिब्यूटस है और इंस्ट्रक्टर के लिए आईडी नाम विभाग का नाम एवं वेतन एट्रिब्यूटस है अब इनको साथ रखने के लिए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर हमारे पास यहां पर एक है जिसमें की डिपार्टमेंट रिलेशन के रिकार्डो का इंद्राज है उसी प्रकार से दूसरा है डिपार्टमेंट रिलेशन से जहां पर इंस्ट्रक्टर रिलेशन से इंद्राज है ध्यान दें कि क्योंकि हम मल्टी टेबल डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो हम इस सूचना को रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर नहीं रखेंगे परंतु आपका मतलब इससे है कि यदि यहां कंप्यूटर विज्ञान का इंद्राज हो तो वह सारे रिकॉर्ड जो कि कंप्यूटर विज्ञान इंद्राज को करते हैं वह वास्तव में कंप्यूटर साइंस के इंस्ट्रक्टर हैं तब तक कि जब तक कि मुझे दूसरे भाग नहीं दिखते हैं जो कि उनके विभाग के इंस्ट्रक्टर को बताएंगे तो यह मल्टी टेबल को दिखाने का सामान्य तरीका है जिसे हम यहां पर उपयोग में लेंगे तो यह उन क्वेरीज के लिए अच्छा है जो डिपार्टमेंट या विभागों को इंस्ट्रक्टर के द्वारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट के आधार पर आप इंस्ट्रक्टर को जोड़ते हैं जो कि आसानी से जल्दी से लिए जा सकते हैं और डिपार्टमेंट और इंस्ट्रक्टर की एकल क्वेरीज के लिए भी अच्छे हैं उदाहरण के तौर पर यदि आप जानना चाहे कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी कौन कौन हैं तो यह बहुत आसान है बताना क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस को सर्च करना है और तब आप सारे फैकल्टी की सूची जानते हैं जो कि लगातार ब्लॉक में होंगी आप उसकी आसानी से सूची बना सकते हैं परंतु यह निश्चित नहीं है यदि आप केवल डिपार्टमेंट वाली क्वेरीज चलाना चाहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट की सूचना अब सब जगह बंटी हुई है कोई आपकी कड़ी में डिपार्टमेंट आधारित सूचना को एकत्रित करने का काम है तो यह हो सकता है कि अच्छा विकल्प न हो इसका परिणाम यह होगा कि आपके पास पॉइंटर की चेन होगी जो कि डिपार्टमेंट की सूचना को जोड़ें तो यह एक प्रकार का निर्माण है ठीक है अब इस बारे में सोचें कि हमने रिलेशंस की और रिलेशंस जो कि एकल फाइल या मल्टी टेबल रिलेशन या मल्टी टेबल फाइल है जहां पर कई रिलेशन एक ही फाइल में है उनके बारे में बात की डेटाबेस को पूर्ण रूप से देखें तो डेटाबेस क्या है डेटाबेस के पास कई टेबल्स होती है पर अब तक हमने इसी बात पर ध्यान केंद्रित किया है की हम टेबल को इस तरह से जानते है कीं उनके अटरीब्यूट होते हैं और उनके भीतर डाटा रहता है परंतु अगर आप डेटाबेस की तरफ से सोचे तो मुझे कहीं ना कहीं यह याद रखना आवश्यक है कि मेरी टेबल क्या क्या है रिलेशंस क्या क्या है किसी दिए गए रिलेशन के आधार पर मुझे यह जानना हो किस रिलेशन की क्या क्या अटरीब्यूट है उनकी लंबाई या प्रकार क्या है मैंने कौन कौन से व्यू लगाई गई है यह सारी सूचनाएं डेटाबेस के पास मेटाडाटा सूचनाओं के रूप में रहती है जोकि डेटाबेस सिस्टम के भीतर ही एक डेटाबेस की तरह से रखी जाती हैं

और ऐसे मेटाडाटा सिस्टम को सामान्यतया डाटा डिक्शनरी के नाम से जाना जाता है तो इसमें इस तरह की सूचनाएं होती है तो आप इस मेटाडाटा सूचना के आधार पर स्कीमा डिजाइन करते हैं और आपको यूजर्स की अकाउंट्स की और पासवर्ड की आदि आदि की सूचना रखनी पड़ेगी फिर आपके पास सांख्यिकी सूचनाएं हो सकती है जहां हम सांख्यिकी सूचना का उपयोग करते हैं जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं अगले हफ्ते में आप यह देखेंगे और जानेंगे कि किस आवृत्ति से अलग अलग क्वेरी चलाई जाती है हर एक रिलेशन में कितने व्यक्ति होते हैं आदि आदि आपको फाइल भंडारण के विकल्पों को और इंडेक्स फाइलो को भी जानना होगा यहां पर एक नमूना है अगर आप इसको देखें तो आप फिर से कई स्कीमा देख सकेंगे यह एक रिलेशनल मेटाडाटा का स्कीमा है इसके बारे में हम बात कर रहे थे तो यहां पर भिन्न भिन्न रिलेशंस क्या है तो यहां पर हर रिकॉर्ड आपकी एप्लीकेशन का डाटा नहीं रख रहा है किंतु यह ये सूचना रख रहा है कि आपके पास इस प्रकार की अलग अलग रिलेशन है उदाहरण के तौर पर दो व्याख्यानों पहले हमने लाइब्रेरी इनफार्मेशन सिस्टम की बात की थी हमने अलग अलग तरह की रिलेशन निर्मित की थी बुक इश्य बुक कैटलॉग और बुक कॉपी आदि आदि यह उन रिलेशंस के नाम है उनके पास कितने अटरीब्यूट है आप स्टोरेज को कैसे व्यवस्थित करेंगे और किस तरह का स्टोरेज किस टेबल के लिए होगा जिसमें की स्टोरेज कहां होगा जहां यह टेबल जाएगी इसके बाद इंडेक्स के प्रकार पर निर्भर करते हुए जिसे आप बना रहे हैं पर उसे हमने अब तक चर्चा में नहीं लाया है इंडेक्स को हम बाद में देखेंगे लेकिन इंडेक्स इंफॉर्मेशन यहां पर संचित की जाती है जिससे कि हम सूचना को देख पाए और जहां हमारा मैटा डाटा का अटरीब्यूट होता है यह रिलेशन का नाम है एट्रिब्यूट का नाम क्या है और एट्रिब्यूट का प्रकार क्या है तो यह कहे की रिलेशन का नाम बुक कैटलॉग है तो एट्रिब्यूट का नाम टाइटल है फिर डोमेन का प्रकार क्या है हम यह कहेंगे कि यह एक वेरकेर है फिर अटरीब्यूट की पोजीशन और लंबाई यदि वह दी गई है तो यूजर मेटा डाटा में इसी तरह की चीजें रहेंगी जो सिस्टम कैटलॉग या डाटा डिक्शनरी में जाएंगी जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अंत में स्टोरेज का या डेटाबेस फाइल का एक्सेस देखना है मैं लगातार यह कह रहा हूं कि इसे निश्चित लंबाई की इकाई के टुकड़ों में बांटे जिन्हें की ब्लॉक कहा जाता है क्योंकि ब्लॉक परिभाषित होते हैं तो उनको आसानी से सुपुर्द या ट्रांसफर किया जा सकता है और वह तीव्रतम डाटा इकाई है जो कि डिस्क और मेमोरी के बीच में स्थानांतरित की जा सकती है सामान्य एल्गोरिथम्स की भांति यहां पर भी हम क्या घटाना चाहते हैं हम कुछ महंगे कार्यों को सीपीयू के वहां पर कम करना चाहते हैं जैसे कि कंपैरिजन या फिर मेमोरी से पढ़ने का काम डेटाबेस सिस्टम में ब्लॉक एक आधारभूत डाटा ट्रांसफर की इकाई है और डिस्क से और डिस्क में डाटा ट्रांसफर अत्यधिक समय लेने वाला अवयव है जोकि मेमोरी के मुकाबले बहुत ज्यादा अधिक समय लेता है तो यह एक प्रकार से प्राथमिक इकाई उस खर्च की है जिसे हम कम करना चाहते हैं सामान्य रूप से हम देखेंगे कि जब हम इंडेक्स की बात करते हैं इसमें की अलग अलग तरह के क्रियाकलाप हैं हमारा प्राथमिक लक्ष्य ब्लॉक ट्रांसफर की संख्या को कम करना है निश्चित रूप से हम यह कर सकते हैं जिसमें की अधिकतम संभावित ब्लॉक संख्या को मुख्य मेमोरी में रखें जिससे कि डिस्क के एक्सेस कम हो जाए तो आप इस ट्रांसफर को कैसे कम कर सकते हैं यदि हम ज्यादा ब्लॉक में मेमोरी में रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसमें एक सीमा है क्योंकि मेन मेमोरी बहुत छोटी है इसीलिए अक्सर हम अलग अलग तरह के बफर का उपयोग करते हैं जब भी आपको एक ब्लॉक की आवश्यकता हो तो आप इसे डिस्क में से नहीं लाना चाहेंगे आप उसे मेन मेमोरी के बफर में रखेंगे और आपके पास एक प्रबंधन का तरीका होगा जिससे आप इस बफर को प्रबंधित करेंगे जब कभी भी आप एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहेंगे जो कि किसी विशेष ब्लोक में होगा तो आप यह जांच पाएंगे कि क्या वह ब्लॉक पहले से ही बफर में उपलब्ध है अगर यह उपलब्ध है उस बफर में तो आप उसका उपयोग करेंगे और यदि वह उपलब्ध नहीं है तब आप उसे डिस्क से लाएंगे आपको कुछ साइकल्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें कि आप डिस्क से उसे लाएंगे और बफर में रखेंगे जिससे कि भविष्य में उसका उपयोग हो सके अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप बफर मेमोरी को पूरा भर देंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि आपको डिस्क से मेमोरी में ब्लॉक लाना है परंतु बफर के पास अपेक्षित पर्याप्त जगह नहीं है तब हमें पहले से उपस्थित ब्लॉक को हटाना होगा और जगह बनानी होगी तो यहां पर यह एक सरल बफर प्रबंधन की तकनीक है जैसा कि मैंने कहा यदि हम शुरू करें और ब्लॉक पहले से ही बफर में हो तो हम उसे बाहर कर देंगे और यदि ब्लॉक वहां पर नहीं हो तो बफर मैनेजर कुछ जगह सुपुर्द करेगा तो आप कैसे जगह सुपुर्द करेंगे जिसमें जो ब्लॉक काम में नहीं आ रहा है उसको बाहर करेंगे या उसको हटाकर वापस डिस्क में रखेंगे यदि वह बदला गया है तो जगह बनाएंगे डिस्क से पढ़ेंगे और उसकी कॉपी बफर में रखेंगे तो यह एक सरल तरीका है जैसा कि आप देख सकते हैं निश्चित रूप से जब आपको ब्लॉक को हटाना हो तो प्रश्न यह आता है कि किस ब्लॉक को आप हटाएंगे यदि आपको ऐसी समान स्थिति ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट से याद आती है तो आप ने यह पढ़ा होगा कि रिप्लेसमेंट पद्धति कहते हैं एल आर यू के पीछे मुख्य विचार ब्लॉक को रेफर करने के पुराने क्रम को देखकर भविष्य के क्रम का अनुमान लगाना है तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड का अर्थ यह है कि यह ब्लॉक निकट भूतकाल में काम में नहीं आया है तो इसकी संभावना भी कम ही है कि यह भविष्य में काम आएगा अब क्वेरीज पर आते हैं तो क्वेरीज के लिए भी हम ऐसा ही कुछ काम करेंगे उनका भी एक निश्चित और परिभाषित एक्सेस का क्रम है और डाटा में सिस्टम उसका उपयोग कर सकता है जिसमें कि एल आर यू एक बुरी पद्धति हो सकती है क्योंकि अक्सर आप नेस्टेड लूप्स के रूप में गणना करते हैं तो प्रत्येक टपल करना चाहते हैं इसका अर्थ यह है कि आपके पास दो रिलेशन हैं और आप उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आप अंदर के लूप में चलते हैं जिसमें की कई ट्रांसफर होंगे और जो वास्तविक ब्लॉक आपके पास होगा उसको आप काफी समय से एक्सेस नहीं कर रहे होंगे यदि आप ऐसा कर रहे होंगे और यह वह ब्लॉक होगा जो आपके पास था और एल आर यू का उपयोग करने के कारण आप इसे हटा देंगे परंतु यदि एल आर यू का उपयोग नहीं होगा तो इस तरह की नेस्टेड गणनाओ के लिए यह अच्छी प्रक्रिया नहीं साबित होंगी इसी कारण से एक मिश्रित प्रक्रिया अच्छा काम कर सकती है यहां पर कई प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग होता है जिनमें की बफर रिप्लेसमेंट के लिए एक प्रक्रिया है जिसे पिनब्लॉक को हटाया जाता है तो यह टॉस इमीडिएट है जिसमें कि जैसे ही आपका काम हो जाता है आप इसे बाहर कर देते हैं और इसे फिर से लिख देते हैं एक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है जिसे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड लगाकर रखेगा तो यह हटाया नहीं जाता है लेकिन फाइनल टप्पल की प्रोसेसिंग होने के बाद ब्लॉक को अनपीन ब्लॉक बन जाएगा और फिर आप मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक को परिभाषित कर सकते हैं और प्रक्रिया को उपयोग में ला सकते हैं

आप निश्चित तौर पर अलग अलग तरह की सांख्यिकी सूचनाओं को या फिर सारांश के रूप में इसमें हमने डेटाबेस फाइल्स की व्यवस्था की बात की जिसमें निश्चित रिकॉर्ड या परिवर्तनशील रिकॉर्ड की बात अलग अलग फाइल संरचना के साथ की फिर हमने यह देखा कि कैसे रिकॉर्ड हो या रिलेशन हो फाइल्स में व्यवस्थित किए जाते हैं और हमारे पास कैसे विकल्प हैं हमने उनको देखा फिर डाटा डिक्शनरी स्टोरेज आधारभूत सिस्टम कैटलॉग जहां पर डेटाबेस अपनी स्वयं की सूचनाएं रखता है उसके बाद हमने यह जाना कि एक ब्लॉक डिस्क और मुख्य मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफर की मुख्य इकाई है और इसीलिए यही एक इकाई है जो खर्च की इकाई को परिभाषित करती है और उसको कम करने के लिए हमारे पास बफर की प्रक्रिया है मुख्य मेमोरी में जहां डिस्क के ब्लॉक या कुछ विश्व के ब्लॉक त्वरित उपयोग के लिए जब भी जरूरी हो रखे जाएंगे और अलग अलग तरह की रिप्लेसमेंट तकनीकों की चर्चाए हमने बफर के अच्छे प्रबंधन के लिए की